Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 39 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी तो हम फिर से वापस आ गए है तो अब हम निरूपण देखेंगें एक का जिसे आप कहते है फेजर द्वारा साइनसोइडल सिग्नल Refer Slide Time 0024 तो यहाँ वास्तव में प्रथम चीज है कि जानते है हमारी समझ स्पष्ट होनी चाहिए जानते है इस प्रकार कि न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए या विचारों को प्राप्त करने के लिए चीजें पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए तो आइये देखते है इसे कैसे बना सकते है अगर उस सब पर गौर किया जाए तो साइनसोइडल सिग्नल फेजर का निरूपण करते है वहां है उस पर आएंगें लेकिन बस यह सुन लीजिए माना कुछ है जिसे कहते है कि OA OA वह त्रिज्या है मान लीजिए OA मान लीजिए यह वृत्त का केंद्रक O है और यह है एक OA एक साइनसोइडल क्वांटिटी की वह अधिकतम वैल्यू को दर्शाता है यह करंट हो सकती है यह वोल्टेज हो सकता है तो में और यह है इस पोजीशन पर यह रोटेट कर रहा है में जिसे कहते है एंटीक्लॉकवाइज दिशा में तो उस मामले में यदि लें माना वह ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन तो वह है A B Refer Slide Time 0127 आइये इसे साफ करें माना A B यह एक ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन है A B O A के बराबर है यह है sin θ ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन इसका अर्थ है A B बराबर है तो O A अधिकतम वैल्यू है जिसे कहते है एक साइनसोइडल क्वांटिटी की उदाहरण के लिए माना O A बराबर है के माना माना यह सिग्नल O A i के बराबर है यह करंट सिग्नल है i लिखें माना यह अधिकतम वैल्यू है माना O A m के बराबर है जो कि करंट की अधिकतम वैल्यू है करंट की पीक वैल्यू इसका अर्थ है यह एक msin θ के बराबर है और यह A B अधिकतम वैल्यू है अर्थात m अर्थात O A O a बल्कि Oa और A B m sin θ के बराबर है Refer Slide Time 0218 अब आइये इसे साफ करें इसका अर्थ है मेरा A B जो कि ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन है इसका m sin B के बराबर है क्षमा करें अब जब θ 0 के बराबर है जब θ 0 के बराबर है तब AB 0 के बराबर है तब AB बराबर है जिसे कहते है 0 के बराबर है तो इसे एक प्रोजेक्शन बना दें जब θ 0 के बराबर है तो यह केंद्रक है यहाँ यह शुरु हो रहा है अब अगर लें एक दूसरी वैल्यू माना θ की एक दूसरी वैल्यू यह कोण θ है जिसके लिए AB m sin θ के बराबर है तो इस तरह से यहाँ एक दूसरा पॉइंट लें इसी तरह यहाँ कहीं के लिए यहाँ θ के लिए एक दूसरा पॉइंट ले सकते है बढ़ रहा है यह है θ अब इस तरह से जब यह कुछ इस पॉइंट पर आ जाएगा माना OA यह कब आएगा यह OA यहां आएगा यहाँ एक दूसरा पॉइंट लें इसी प्रकार जब यह इसके पास आयेगा जब θ 90 o के बराबर होगा अर्थात जब θ 90 o के बराबर है तब AB m के बराबर है तो यहां एक प्रोजेक्शन लें यह अधिकतम वैल्यू है तो यदि इसे प्लॉट करें यदि इसे प्लॉट करें यह ग्राफ इस तरह आएगा अब जब इस से परे जा रहे है अर्थात θ है जिसे कहते है एक 90 o से अधिक तब फिर से प्रोजेक्शन लें अगर पॉइंट यहां आएगा θ इस साइड बढ़ रहा है यह साइड यह θ बढ़ रहा है इसी तरह यहाँ यह कब आएगा तो आगे जब θ 90 o से अधिक है तो कहीं और यहाँ तो यह पॉइंट यहां आएगा इसी तरह जब यह यहां आएगा यह पॉइंट यहां आएगा और अंत में जब यह आएगा θ 80 o है फिर से यह 0 है और अगर ये सभी पॉइंट लेते है और इसे जॉइन करते है और इसे प्लॉट करते है तो यह एक sin वक्र होगा जो कि आखिरकार sin की जनरेशन है वह O A रोटेट कर रहा है तो यह यहाँ कुछ इस पोजीशन में आएगा कुछ पोजीशन यहाँ इस तरह से यह आगें बढ़ेगा और यह पर आएगा जिसे कहते है कि यह एक 80 o है फिर यह 270 o है और जब यह इस एक पर आएगा यह 360 o है Refer Slide Time 0418 तो यह इस तरह से बढ़ रहा है तो यह मेरा 90 o है यह मेरा 80 o है और यह पॉइंट 270 o है और अंत में यह पॉइंट 360 o है तो जब यह इस साइड आ रहा है जब इस साइड आ रहे हैं तो फिर से यह वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी तो इस पॉइंट के लिए यह यहां कहीं होगी यहाँ इस पॉइंट से यह इस तरफ से यह आएगी और अंत में यह 360 o तक होगी यदि करते है यह एक साइनसोइडल होगा जिसे कहते है जनरेशन सिग्नल जनरेशन वह यह है इसका अर्थ है इस प्रकार किसी भी वोल्टेज और करंट की अधिकतम वैल्यू ली जाती है और फिर क्लॉक एंटीक्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहे है और तदनुसार θ 0 से 360 o के बीच में बढ़ रहा है और अगर इस तरह से प्लॉट करते है और O A और AB का ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन os sin θ के बराबर है अर्थात A B m sin θ के बराबर है और यदि प्रत्येक पॉइंट को लिया जाए और प्लॉट करें यह साइनसोइडल देगा जिसे कहते है साइनसोइडल सिग्नल यह कैसे कि साइनसोइडल सिग्नल एक फेजर का साइनसोइडल निरूपण इसका अर्थ है फेजर दरअसल फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है क्योंकि 0 और 360 o के बीच कोणीय रेखा तो और यह मूव कर रहा है या तो यहाँ एंटीक्लॉकवाइज ले रहे है या तो क्लॉकवाइज अथवा एंटीक्लॉकवाइज फिर चाहे जो भी फेजर हो एक रोटेटिंग वेक्टर इसका अर्थ है कि वोल्टेज जब इस तरह से लिख रहे है माना V एरो एरो यह वास्तव में फेजर क्वांटिटी है Refer Slide Time 0547 लेकिन इम्पिडेंस आइए इसे साफ करें लेकिन इम्पिडेंस जब लिखते है z बराबर है के बाद में देखेंगें r jx तो इम्पिडेंस बस z बार पुट करें इम्पिडेंस एक फेजर क्वांटिटी नहीं है यह एक फेजर क्वांटिटी नहीं है इस पर आयेंगें लेकिन वोल्टेज और करंट और फेजर क्वांटिटी नहीं है और फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है तो यह क्या है वह साइनसोइडल जनरेशन और सब कुछ यहाँ दिया गया है ω 2πf के बराबर है तो यह लिखा गया है m sin 2πf t तो यहाँ al ऊपर al यहाँ ऊपर है के लिए लेकिन यहाँ जो कुछ भी बताया गया था यह अभिव्यक्ति यहाँ है तो अगला यह है यह वाला Refer Slide Time 0623 अब यहाँ होना होता है यहाँ भी कुछ निश्चित बातों को समझने को होना होता है लिखा हुआ है यहाँ वह एक अलग है अर्थात वह बाद में पढ़ी जायेगी लेकिन सिर्फ सुनें मान लीजिए एक करंट और एक वोल्टेज वेव फॉर्म तो इस एक के लिए जिसे कहते है यह एक वास्तव में यह एक यह है एक जिसे कहते है वोल्टेज वेव फॉर्म अब यह आंतरिक वृत्त यह एक माना यह O B की अधिकतम वैल्यू है कुछ समय पर वोल्टेज के परिमाण की अधिकतम वैल्यू है यदि इसका अर्थ है O B बराबर है के माना उदाहरण के लिए Vm यह वोल्टेज z है स्केल के बारे में भूल जाओ एक दूसरी बात वह एक मुद्दा नहीं है बात है कि समझ में आना चाहिए और उस समय पर करंट यह O A माना O A उस समय पर करंट के बराबर है उस समय एक पोजीशन थी और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच यह कोण यह ϕ है ϕ है अब इसी तरह से मतलब यह ϕ यह दोनों रोटेट कर रहे है में जिसे कहते है उस एंटीक्लॉकवाइज दिशा में यह ω दिया गया है तो ω 2 के बराबर है जिसे कहते है 2πf इनटू tω क्षमा करें ω 2πf के बराबर है तो वह वह ω है ω 2πf के बराबर है F आवृत्ति है तो यह एंटीक्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहा है अब यदि मीन से वोल्टेज वेव लेते है और करंट वेवफॉर्म माना करंट जब करंट पोजीशन O एक करंट पोजीशन A पर होती है और वोल्टेज V पर होता है और यह ϕ और वे मूव कर रहे है जिसे कहते है एंटीक्लॉकवाइज दिशा में और ω को दिया जाता है जिसे कहते है वह आवृत्ति की तरह तो f आवृत्ति है और ω 2πf के बराबर है तो उस मामले में जब यह मूव कर रहा है इसका अर्थ है B और A के बीच का कोण पोजीशन कुछ भी हो सकती है कोण ϕ कांस्टेंट ही रहेगा उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि B यहां कहीं है और A यहां कहीं है यह कोण हमेशा कांस्टेंट बना रहता है क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे है यह है एक और एंटीक्लॉकवाइज दिशा में तो क्योंकि आवृत्ति समान है तो उस मामले में क्या होगा और यदि इस पॉइंट से वोल्टेज का प्रोजेक्शन करते है यह कुछ पॉइंट है वहां होगा जब यह इस एक पर आ रहा है यह है जिसे कहते है यह पॉइंट और जब 90 o से ज्यादा आएगा यह एक पीक वैल्यू है Vm अंत में यह जाएगा और 0 पर आएगा और फिर से इसी तरह से आगें बढ़ेगा इसी प्रकार जब यह O A है जिसे कहते है m को लिया जाता है तो इस पॉइंट पर यह है जिसे कहते है वह θ 0 के बराबर है तो उस मामले में क्या होगा कि यह पॉइंट यह पॉइंट यह शुरू करेगा यह पॉइंट यह शुरू होगा और उसी प्रकार से वह sin जिसे कहते है यह करंट वेव होगी जिसे कहते है यह एक साइनसोइडल एक वोल्टेज एक साइनसोइडल भी लेकिन θ पर इस समय t के बराबर है अथवा θ 0 के बराबर है करंट वेवफॉर्म वहां से शुरू होगी क्योंकि पोजीशन यहां है और वोल्टेज यहां से से शुरू होगा यहाँ कहीं से तो इस तरह से मान लीजिए यह साइनसोइडल वेवफॉर्म वोल्टेज और करंट दोनों जनरेट होते है लेकिन इन 2 के बीच का कोण समान रहता है उदाहरण के लिए वह सिर्फ यह चीज यहाँ वोल्टेज और करंट पर 2 क्वांटिटीस ली गयी है दर्शाया जाता है O B और O A यहां सब कुछ लिखा गया है यहां यह दिखाया गया है कि फेजर O B करंट फेजर आरेख से लीड कर रहा है कि लीडिंग क्या है अथवा वह इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है एक लीडिंग या लैगिंग तो उस मामले में क्या होगा कि यदि उस v को लेते है के बराबर पहले लीडिंग और लैगिंग को समझना होगा और फिर इस पर आएंगें तो पहले इसे साफ करें अब सवाल यह है कि लीडिंग क्या है और यह देखना होगा कि इन 2 वेव फॉर्म में से कौन सा एक पहुँच रहा है यह पीक वैल्यू है भूल जायें परिमाण और एक और बात जो एक है पहुँच रही है यह पीक वैल्यू है पहले दूसरे एक की तुलना में तो उस मामले में यह वोल्टेज वेव फॉर्म है यह पहुँच रही पीक वैल्यू है पहले करंट से पूर्व क्योंकि जब यह पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है करंट यहाँ है तो पहला वोल्टेज वास्तव में पहुंच रहा है करंट से पहले यह पीक वैल्यू है क्योंकि करंट यहाँ है यह एक चीज या अन्य तरीका है कि कौन 0 पर आ रहा है पहला वोल्टेज आ रहा है उस पर जिसे कहते है 0 0 पहले करेंट से तुलना करें तो 2 तरीके से किया जा सकता है अगर वह इस 2 वेव फॉर्म में से इस मामले में कि वोल्टेज पीक पहले पहुंच रही है फिर करंट पीक इसका अर्थ है वोल्टेज वास्तव में करंट से लीड कर रहा है अथवा दूसरा तरीका वोल्टेज वास्तव में 0 पर पहले आ रहा है फिर करंट इसका अर्थ है वोल्टेज है जिसे कहते है लीडिंग जिसे कहते है करंट से लीडिंग और यह कोण ϕ Refer Slide Time 1102 वास्तव में यह कोण ϕ है यही वह है इस वोल्टेज और करंट के बीच यह कोण π अथवा पीक अंतर है यह कोण यह अंतर ϕ है तो लीडिंग का अर्थ है माना एक वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म है यदि वोल्टेज पहुंच रहा है यह पहले पीक पर आता है फिर करंट इसका अर्थ है वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है अथवा अगर वोल्टेज पहले 0 तक पहुंच रहा है इसका अर्थ है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट अन्य तरीका है अन्य तरीका कि वोल्टेज की तुलना में करंट पीक पर पहुंच रही है बाद में इसका अर्थ है करंट वोल्टेज से लैग है अथवा करंट 0 पर पहुंचती है जिसे कहते है वोल्टेज के 0 होने के बाद अथवा करंट वोल्टेज से लैग है तो या तो यह दूरी है ϕ अथवा पीक से पीक यह दूरी है ϕ यह लीडिंग की संकल्पना है अथवा जिसे कहते है लीडिंग अथवा जिसे कहते है लैगिंग संकल्पना कि चूँकि वोल्टेज लीड कर रहा है यह कोण जिसे कहते है करंट का ϕ तो अगर लेते है आइये साफ कर दें अगर लेते है यह मेरा करंट सिग्नल है Refer Slide Time 1207 इसका अर्थ है मेरा v बराबर है Vm sin ω t के यह है यह है जिसे कहते है यह करंट सिग्नल sin ω t और θ ω t के बराबर है तो Vm sin ω t इसीलिये यह है जिसे कहते है वह करंट सिग्नल लेकिन वोल्टेज के मामले में लीड कर रहा है यह कोण ϕ क्षमा करें यह है क्षमा करें क्षमा करें यह है आइये साफ कर दें Refer Slide Time 1234 यह वोल्टेज नहीं है यह है क्षमा करें यह करंट है यह करंट m है के बराबर लिखा गया था त्रुटि वोल्टेज तो करंट m sin ω t के बराबर है तो तो यह है यह है करंट की वह वेव फॉर्म अब वोल्टेज मामले में वोल्टेज इस करंट से लीड कर रहा है ϕ द्वारा तो वोल्टेज मामले में v को लिख सकते है के बराबर Vm sin ω t ϕ क्योंकि θ इस तरह से मूव कर रहा है इस पोजीशन से उस पोजीशन में तो यह होगा sin ω t ϕ क्योंकि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है तो कोण ϕ सकारात्मक होना चाहिए तो Vm को sin ω t के बराबर लिख सकते है Refer Slide Time 1321 इसका अर्थ है फेजर में अगर इसे इस तरह से बनाएं फेजर में माना msin ω t के बराबर लिख रहे है इस तरह से लिख रहे है तो इसका अर्थ है मेरी rms वैल्यू वास्तव में m√ 2 है यह करंट की rms वैल्यू है इसका अर्थ है जब इसे लिखता है जिसे कहते है यह मेरी rms वैल्यू है Refer Slide Time 1342 हम लिख सकते है माना m√2 के बराबर एक कोण 0 o क्योंकि m sin ω t के बराबर है नहीं नहीं वहां इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसे लिख सकते है जब भी इस तरह की बात लिखते है लिखते है m√ 2 कोण 0 के बराबर है और इस थोडें बहुत के दौरान शुरुआत में यहाँ एक एरो बना दिया जाता है यह फेजर क्वांटिटी का निरूपण करेगा के बराबर है लिख सकते है यह कोण 0 o है तो यहां कोई एरो नहीं है मतलब यह परिमाण है और यह rms वैल्यू है इसका अर्थ है जब m√√2 के बराबर लिखते है यह rms वैल्यू है पहले देखा जाता है और यह है कोण है 0 o तो के बराबर है माना अगर कोण 0 लिखते है कभी कभी छोटा अथवा बड़ा लिखा जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह है Refer Slide Time 1434 अब वोल्टेज के मामले में वोल्टेज लिख रहे है v Vm sin ω t ϕ के बराबर है तो यह एक फेजर नोटेशन में लिख सकते है माना v एरो ठीक है एरो का अर्थ है अलग अलग तरीके से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन एरो पुट करके v एरो rms वैल्यू के बराबर है है Vm √ 2 तब कोण होना चाहिए जिसे कहते है कोण ϕ होना चाहिए क्योंकि यह लीडिंग है यह कोण ϕ तो कोण ϕ होना चाहिए तो इसका अर्थ है यह एक वास्तव में V कोण ϕ के रूप में लिख सकते है V rms वैल्यू है लेकिन कोई भी एरो यहाँ नहीं है इसका अर्थ है rms वैल्यू परिमाण तो v Vm√ 2 के बराबर है rms वैल्यू जब भी न्यूमेरिकल्स हल करेंगें और जब तक यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता है rms वैल्यू लेंगें तो यह वास्तव में V कोण ϕ है Refer Slide Time 1527 अब सवाल यह है कि आइये इसे साफ करें इसका अर्थ है मेरा के बराबर है यह I है कोण 0 o है और मेरा v मेरे V कोण ϕ के बराबर है तब अगर वेक्टर आरेख के फेजर आरेख संदर्भ समय 1535 को प्लॉट किया जाय लेकिन फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि एकमात्र अंतर है देखने को मिलता है तो अगर इसे ड्रा करें तो अगर इसे बनाए मान लें यह है मेरी यह है मेरी संदर्भ रेखा कोण में 0 जब यह मेरा और यह V कोण ϕ है तो यह मेरा v होगा और यह होगा मेरा और यह कोण होना चाहिए जिसे कहते है इस कोण को ϕ होना चाहिए इसका अर्थ है v वास्तव में लीड कर रहा है करंट I कोण ϕ Refer Slide Time 1607 या अन्य तरीके से लिख सकते है यदि v को संदर्भ के रूप में लें इसे साफ करें अन्यथा यह मेरा v है और यह है मेरा तो इस मामले में यह भी ϕ है तो एक ही बात माना यदि जब ड्राइंग कर रहे है जब यह एक बना रहे है और यह मेरा V है और यह कोण ϕ है तो क्या कर रहे है ला रहे है बस इसे रोटेट करें यह एक कोण ϕ तो v इस पर आएगा और मूव करेगा तो फिर से यहाँ लैग कर रहा है V भी लैग करता है द्वारा ϕ ϕo एक कोण ϕ Iϕ से लीड करता है यहाँ भी वही बात है v ϕ से लीड करता है अथवा Vϕ से लैग करता है तो यह है का विचार जिसे कहते है लीडिंग और लैगिंग तो इसका अर्थ है अगर 2 वेव फॉर्म्स है देखना होगा कौन सा पहुंच रहा है यह है प्रथम पीक यह पहुंच रहा है यह है प्रथम पीक वह क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से लीड कर रही है अथवा जो एक दूसरे से पहले 0 तक पहुंच रहा है वह क्वांटिटी लीड कर रही है अथवा विपरीतता से तो यह वही है सब यहाँ है आशा है यह समझ में आ गया है तो चीजें बहुत ही सरल है आरेख को देखें यह केवल नोट्स है केवल थोड़े से बारीकी से लिखे गए है अगले 3 4 5 पृष्ठों के लिए उसके बाद बना दिए है यह चीज लेकिन सब कुछ है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है लीडिंग लैगिंग जो कुछ भी माना सब कुछ यहाँ लिखा है तो यह लीडिंग अथवा लैगिंग के लिए अवधारणा है Refer Slide Time 1728 तो इसीलिए इसीलिए यहाँ कुछ दूसरी बात बताई गयी है इसका अर्थ है वहां जो कुछ भी बताया गया था इस आरेख में इसका अर्थ है अगर वह बनाया यह था v V कोण ϕ के बराबर था और के बराबर है बताया गया कोण 0 तो यह v होगा है लीडिंग जिसे कहते है V से लीडिंग या लैग्स यह एक इसे भी इसे लिख सकते है यदि v बराबर है V कोण के 0 संदर्भ तो कोण होगा ϕ यह चीज और ये 2 चीजें समान है यहाँ भी v अगर एक ही चीज पुट की जाए यह कोण 0 o है Vϕo से लैग कर रहा है अथवा v ϕo से लीड कर रहा है यहाँ भी यदि v को संदर्भ लिया जाय v ϕo से लीड कर रहा है अथवा v ϕ से लैग कर रहा है तो उसी प्रकार यह लिखा जा सकता है तो इसीलिए यहाँ इसे Vm sin ω t लिया जाता है बस समझने के लिए उस मामले में करंट होगी m sin ω t -ϕ ϕ के बजाय तो यह विचार है का जिसे कहते है वह लीडिंग या लैगिंग अवधारणा Refer Slide Time 1839 तो यहाँ वही बात संदर्भ फेजर के रूप में करंट ने इन सभी चीजों को दिया वहाँ छोटा लिया गया लेकिन यहाँ बड़ा यह लिया जाता है मायने नहीं रखता है तो यह V है यह है और यह संदर्भ फेजर के रूप में वोल्टेज है कि यहाँ एक ही चीज कि v ϕ से लीड कर रहा है अथवा ϕ द्वारा V से लैग कर रहा है और यहाँ भी कि v ϕ से लीड कर रहा है अथवा v या जिसे कहते है ϕ कोण द्वारा V से लैग कर रहा है यह संदर्भ फेजर के रूप में करंट है यहाँ है वोल्टेज अर्थात संदर्भ समय 1902 यह है क्योंकि यहां वोल्टेज को संदर्भ फेजर के रूप में लिया जाता है और यहाँ करंट को संदर्भ फेजर के रूप में लिया गया है लेकिन अर्थ वही है जब न्यूमेरिकल करेंगें तब भी सब कुछ समान ही रहेगा वहां कोई बदलाव नहीं होगा तो यह वोल्टेज या करंट की लीडिंग या लैगिंग अवधारणा है और साइनसोइडल वेव फॉर्म का जनरेशन Refer Slide Time 1925 अब आगें यह है से जिसे कहते है वेक्टर विश्लेषण से संदर्भ समय 1929 भौतिकी से जानते है इन सभी चीजों को जानते है मान लीजिए 2 फेजर क्वांटिटीस का जोड़ना और घटाना जिस तरह से वेक्टर करते है उसी तरह यहां भी करते है मान लीजिए यह मेरा V1 है इसे मेरे V1 में जोड़ना चाहता हूँ यह कोण θ है और यह V2 है और कोण इसे θ2 दिया गया है तो v A V1 V2 के बराबर है एरो यह दर्शाने के लिए दिया गया है कि यह फेजर है तो और जिसे कहते है जिस तरीके से करते है में जिसे कहते है उसमें वेक्टर विश्लेषण संदर्भ समय 1959 भौतिकी में समान बात समान बात तो इसी प्रकार और यह रेखा एक क्षैतिज रेखा है एक संदर्भ है यहां भी यह संदर्भ है यहां यह घटाव है तो यह वही है कहते है मेरा परिणामी समान है यह v है a प्रतीकत्व है जोड़ने के लिए और यहाँ Vs प्रतीकत्व है घटाव के लिए एक एरो गायब है लेकिन वैसे भी यह Vs है तो यह V1 है और यह V2 है तो अगर यह निकालना चाहते है कि Vs क्या होगा Vs क्या होगा तो आसानी से पता कर सकते है कि Vs V1 के बराबर है जिसे V2 कहते है तो इस मामले में 2 तरीके 1 तरीका यह बनाया जाता है यदि यह V2 है तो यह साइड V2 होगी इसका अर्थ है अब यदि फेजर योग के लिए जाते है या अब वेक्टर योग करते है तो Vs V1 V2 के बराबर होगा दूसरे तरीके में दूसरे तरीके में अगर करते है यह V2 है और यह भी है यह एक भी V2 ले सकते है इस के समानांतर यह इसीलिये Vs V1 के बराबर यह दिशा और एरो यहां है तो यह V2 होगा या तो इस तरह से या इस तरह से जिस तरह से करते है उसी प्रकार कर सकते है वेक्टर में उसी तरह से करना होगा लेकिन सिर्फ बीजगणितीय योग नहीं हो सकता है यह फेजर योग होगा बाद में यह देखेंगें जब न्यूमेरिकल लेंगें Refer Slide Time 2123 अब जटिल संख्या के रूप में फेजर तो वहां 3 एक फेजर के 3 समतुल्य नोटेशन है जानते है उच्च गणित में जटिल संख्या शुरू हो गई है संदर्भ समय 2130 तो एक तरीका एक चीज है पोलर फॉर्म मतलब पहली चीज है पोलर फॉर्म अगर लिखते है v V कोण θ के बराबर है यहाँ V परिमाण है और θ कोण है पुट करके V कोण θ लिख सकते है अब आयताकार रूप में अगर यह लिखें यह v cosθ j Vs in θ में होगा और एक दूसरी बात एक्सपोनेंशियल फॉर्म वह V है एरो दिया जाता है वह V e jθ V है परिमाण e से e jθ और e jθ कुछ भी नहीं है यह है जिसे कहते है e jθ cosθ j sin θ के बराबर है और यह यहाँ लिखा है e jθ cosθ j sin θ के बराबर है तब एक कोण θ अर्थात कोण θ मूल रूप से तो अब एक दूसरी बात है कि उस पर बाद में आयेंगें तो एक दूसरी बात है कि ऑपरेटर j प्रोडूस करता है 90 o काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन किसी भी फेजर का जिसके लिए इसे एक गुणन फैक्टर के रूप में लागू किया जाता है दरअसल इसीलिये j 2 1 के बराबर है तो ऑपरेटर j प्रोडूस करता है 90 o काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन किसी भी फेजर का जिसके लिए इसे एक गुणन फैक्टर के रूप में लागू किया जाता है इसका अर्थ है j 2 - 1 के बराबर है तो यह x है यह वास्तविक अक्ष है यह काल्पनिक अक्ष है तो उस मामले में अगर यह j है इसे कहते है यह काल्पनिक है यह j है जब इस पर आते है तो बस थोड़ा सा रुकें आइये ऊपर की ओर बढ़ने दें तो इस मामले में इसमें बस रुकें तो इस मामले में यह j है अब जब आगें और मूव कर रहे है यह j 2 है j 2 - 1 के बराबर है इस j क्यूब में कब आएगा j क्यूब j के बराबर है क्योंकि यह एक वास्तव में j 2 इनटू j है Refer Slide Time 2323 तो j 2 1 के बराबर है एक जटिल क्वांटिटी है तो वह है j और जब आखिरकार इस पॉइंट पर आएँ j की पॉवर 4 तो यह एक की तरह से कुछ होगा तो यह मूव कर रहा है जिसे कहते है काउंटर जिसे कहते है एंटीकलॉकवाइज दिशा तो यह है यह एक और यह v cosθ यदि लें यह है x घटक है v cosθ तो v cosθ यहाँ के बराबर है माना v x है और Vs θ में है यह एक तो यह है यह एक Vy को Vsin θ के बराबर लें और यह परिणामी एक v है तो मूल रूप से v होगा Vvcosθ j Vs θ में तो मतलब यह है जिसे कहते है इसका अर्थ है v हर बार एरो के बराबर है और एरो वहां है यह नहीं बता रहा हूँ यह समझने योग्य है v x j Vy के बराबर भी है तो एक फेजर को व्यक्त करने का आयताकार फॉर्म जोड़ और घटाव के लिए सुविधाजनक है मतलब जब आयताकार फॉर्म बनाते है मतलब यह फॉर्म यह है एक आयताकार फॉर्म फॉर्म क्योंकि उस जोड़ और घटाव के लिये सहायक होगा वह पोलर फॉर्म इसका अर्थ है यह एक पोलर फॉर्म एक फेजर के 2 भागों को प्रदर्शित करने के लिए सुविधाजनक है नामानुसार यह है परिमाण और फेजर कोण क्योंकि यह v है परिमाण एक कोण θ परिमाण एक कोण Refer Slide Time 2448 तो आइये इसे साफ करें और गणित से संदर्भ समय 2448 जटिल संख्या के संचालन को जान लें तो यहाँ मान लें V1 को V1e jθ 1 के बराबर लिया जाता है यह है V1 एरो V2 एरो यह है V2e jθ 2 है तो अगर इसे गुणा करें यह V1 होगा लिख रहा हूँ यहाँ यह यदि इसे गुणा करें यह V1e jθ1 इनटू V2e jθ 2 है तो यह वास्तव में यह है V1 V2 और उसके बाद e jθ 1θ2 तो वह वह है वास्तव में जो कि वास्तव में यहाँ क्या लिखा है यह एक V1 कोण θ1θ2 के रूप में लिखा जा सकता है Refer Slide Time 2535 इसका अर्थ है किसी भी कोण θ e jθ के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ आइये इसे साफ करें तो यहाँ कोण θ1θ2 e jθ1θ2 के बराबर है तो वह यहाँ है यह एक के बराबर इस एक के रूप में लिखा जाता है इसका अर्थ है आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 2558 उसका अर्थ यह एक V1V2 के बराबर है कोष्ठक में cosθ लिखें सिर्फ समझने के लिए j sin θ1θ2 तो यह एक लिख सकता है तो यह वास्तव में जिस तरह से लिखते है V1 और V2 परिमाण है और θ एक θ2 क्रमशः V1 और V2 के कोण है Refer Slide Time 2625 तो इसी तरह आइये इसे साफ करें इसी तरह V1 V2 तो यहाँ इसे V1 V2 बना रहा हूँ अर्थात e jθ 1e jθ2 तो यह विभाजन है तो e jθ1 θ2 वह है और यह है V1 यहाँ यह V2 है तो इसका अर्थ है यह है बस रूकिये इसका अर्थ यह एक Refer Slide Time 2648 और यह एक V1V2e jθ 1 θ2 के बराबर है अर्थात जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा है और फिर से कोण θ1 θ2 इसका अर्थ है यह एक यह होगा V1 V2 तब कोष्ठक में θ1 θ2 का cosine j इनटू θ1 θ2 का sin तो आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 2716 तो अब कुछ सावधानी लिखी है कुछ सावधानी यहाँ लिखी है तो AC में वोल्टेज और करंट के सभी काम के संचालन को किया जाना चाहिए ध्यान में रखते हुए कि वो फेजर क्वांटिटीस है तो बीजीय जोड़तोड़ उन्हें जटिल मात्रा के रूप में व्यक्त करने के बाद ही संभव है तो जब गणना होगी इसके बारे में सावधान रहें तो यही सब कुछ है और अगला है वह उदाहरण के लिए कि निम्न करंट को वेव के रूप में फेजर के रूप में जोड़ें Refer Slide Time 2743 तो इस मामले में के बराबर है 5 sin ω t लिया है और i2 10 sin ω t 60 o के बराबर है अब यदि जोड़ें ठीक है i1 i2 यह होगा 5 sin ω t 10 sin ω t 60 o तो 5 sin ω t है वहां यह है 10 sin sin a cos v cos a sin V समझाया जाता है तो यह होगा यह टर्म तो सरलीकरण के बाद प्राप्त होगा यह है 10 sin ω t 866 cosω t अब क्या करेंगें यह है यह वास्तव में यह एक यह 10 और 86 ज्ञात करें 10 2√ पर866 2 वह देगा माना 1323 तो वह तब इसे विभाजित करें जिसे कहते है यह क्वांटिटी 1323 और गुणा करें Refer Slide Time 2840 तो यदि ऐसा है तब यह एक यदि ऐसा करते है तो 101323 sin ω t 866 1323 cosω t इनटू 1323 तो इसका अर्थ है यह एक है 10 और यह एक है 86 तो यह है 132 10 यह है एक α इसका अर्थ है cosα के बराबर है माना कि जिसे कहते है यह 10 1323 इसीलिए यह cosαα लिखा जाता है तो cosα के लिए लिख रहा हूँ 10 1323 के बराबर है और sin α यहाँ लिख रहा हूँ 866 1323 के बराबर है तो इसीलिए यहाँ इसको बदल दिया गया cosα और यह एक बदल दिया गया है sin α और यह गुणा किया जाता है यह 1323 तो यह है sin a cos b cos a sin b तो वह है 1323 sin ω t α अर्थात 1323 sin यह है 409 o क्योंकि यदि cosα 10 1323 के बराबर है α 409 o होगा तो आइये इसे साफ करें तो यह है α 409 o के बराबर है यह एक तरीका है अब यह पीक वैल्यू है माना यह पीक वैल्यू है यदि यह पीक वैल्यू है बस आइये इसे साफ करें तो अब यह पीक वैल्यू है अब यह एक अगर सोचते है कि rms वैल्यू यह पीक वैल्यू है Refer Slide Time 3006 तो जब rms वैल्यू में यह बात करते है तो i1 समझने के लिए लिख रहा हूँ i1rms को होना चाहिए 5√ 2 एम्पीयर के बराबर है इसकी rms वैल्यू इस एक की तरह वह करें i2 होनी चाहिए के बराबर यह rms वैल्यू है 10√ 2 के लिए केवल पुट कर रहे है यह एम्पीयर है तो यह है 10√ 2 एम्पीयर 5√ 2 एम्पीयर और 10√ 2 एम्पीयर अब इस मामले में यह sin ω t मतलब वहां कोई कोण इससे संलग्न नहीं है मूल रूप से यह है ω t 0 o इसका अर्थ है लिख सकते है आइये इसे साफ करें इसका अर्थ है यह एक लिख सकते है माना i1 के बराबर है जब rms वैल्यू पुट करेंगें 5√ 2 कोण 0 o Refer Slide Time 3040 और इसी तरह यहाँ कोण 60 o संलग्न है इसका अर्थ है i2 को 10√ 2 कोण 60 o के बराबर लिख सकते है क्योंकि 60 o है वहां इसका अर्थ है यह i2 वास्तव में लीडिंग है i1 60 o क्योंकि कोण सकारात्मक 60 o है इसका अर्थ है तो इसी तरह से जब हल करेंगें जब तक और जब तक नहीं कहा गया है अगर कुछ भी टर्म इस sin टर्म के साथ संलग्न हो जाता है इसका अर्थ है यह एक पीक वैल्यू है rms वैल्यू लेने के लिए इसे √ 2 से विभाजित करना होगा क्योंकि समस्त गणना पर आधारित होगा बाद में केवल rms वैल्यू पर देखेंगें Refer Slide Time 3139 तो इस मामले में कि यह एक यह आरेख इसीलिये यह 5√ 2 कोण 0 पर है इसीलिये यह एक संदर्भ है दूसरे एक ने 10√ 2 बताया यह एक यह है 10√ 2 और यह 60 o यह 60 o तो एक दूसरा मिल रहा है तो इसे rms वैल्यू के रूप में लिया जाता है और यह परिणामी एक है यह 1323 है यह 1323√ 2 है क्योंकि यहां भी यह 13 पॉइंट √ 3 है और यह rms वैल्यू है यह rms वैल्यू है वास्तव में 1323 √ 2 यह परिमाण है और यह है कोण है 409 o तो यह कोण 409 o है तो यह परिणामी करंट वास्तव में लीडिंग है यह 1 409 o और कहा i2 लीडिंग है यह कोण यह चीज जिसे कहते है यह i1 60 o यह वास्तव में फेजर आरेख है इस तरह से इस एक के लिए यह एक फेजर आरेख है अब अगर x अक्ष पर एक प्रोजेक्शन लें तो यह होगा यह संदर्भ है तो 5√ 2 वास्तव में हर जगह पर √ 2 आएगा इसीलिए इस √ 2 को बाहर लिया जाता है यह 10√ 2 √ 2 बाहर है और 60 o का cosine 60 o का cosine यह एक और यह एक यह x अक्ष पर प्रोजेक्शन के लिए x है संदर्भ समय 3245 अर्थात 10√ 2 यदि यह करते है इसी तरह y अक्ष के लिए प्रोजेक्शन यह 1√ 2 होगा तो यह है एक प्रोजेक्शनल y अक्ष और कुछ नहीं है बल्कि 0 है यह 10 sin 60 है क्योंकि यह कोण है y अक्ष प्रोजेक्शन है 10 sin 60 अर्थात 866√ 2 अब योग यदि परिणामी लेते है होगा √ σx2 पर √ y2 पर तो वह है 1√ 2 यह होगा √ 10 2 866 2 पर यह 1323√ 2 हो जाएगा जो कुछ भी यहां लिखा गया है 13 पॉइंट √ 32 2 और α होगा tan इनवर्स जिसे कहते है tan इनवर्स σyσx अर्थात tan इनवर्स 866√ 210√ 2 और वह 409 o के बराबर है तो जो कुछ भी यहाँ मिला है तो इसी तरह से 1323 sin के बराबर है यह अधिकतम वैल्यू 1323 sin ω t 409 o है यह है फेजर आरेख को ड्रा किया गया है इसीलिये rms वैल्यू ली जाती है फेजर आरेख के लिए rms वैल्यू ली जानी चाहिए अधिकतम वैल्यू नहीं दोनों तरीकों से इसे हल किया जाता है • Glossary English Word Hindi Word Meaning ampere एम्पीयर एम्पीयर anticlockwise एंटीक्लॉकवाइज वामावर्त arrow एरो तीर का निशान bar बार बार constant कांस्टेंट अचल counter clockwise rotation काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन वामाव्रत चक्कर cube क्यूब घन current करंट धारा draw ड्रा खींचना drawing ड्राइंग चित्रांकन करना exponential form एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांक रूप generate जनरेट उत्पन्न करना generation जनरेशन पीढ़ी graph ग्राफ लेखाचित्र impedance इम्पिडेंस प्रतिबाधा into इनटू में inverse इनवर्स प्रतिलोम join जॉइन जुड़ना lagging लैगिंग धीरे पहुँचने वाला lead लीड अग्रणी leading लीडिंग शीघ्र पहुँचने वाला mean मीन औसत move मूव चलना notation नोटेशन संकेतन notes नोट्स नोट्सटिप्पणियाँ numericals न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक operator ऑपरेटर संक्रियक peak पीक शिखर phasor फेजर फेजर plot प्लॉट खींचना point पॉइंट बिंदु polar form पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप position पोजीशन अवस्था power पॉवर शक्ति produce प्रोडूस उत्पादित करना projection प्रोजेक्शन प्रक्षेपण projectional प्रोजेक्शनल प्रक्षेपण संबंधी put पुट रखना quantities क्वांटिटीस मात्राएँ quantity क्वांटिटी मात्रा rotate रोटेट चक्रानुसार घुमाना rotating vector रोटेटिंग वेक्टर घूमता हुआ वेक्टर scale स्केल स्तर में लाना side साइड सिरासतह Single Phase AC Circuits सिंगल फेज AC सर्किट्स एकल चरण AC परिपथ sinusoidal signal साइनसोइडल सिग्नल साइनसोइडल संकेत value वैल्यू मूल्य volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज wave form वेव फॉर्म तरंग